हम देखेंगे कि वर्क शेड्यूल की कल्पना विभिन्न चार्ट जैसे गैंड चार्ट स्लिप चार्ट टाइम लाइन चार्ट के द्वारा की जा की जा सकती है और उसके बाद हम देखेंगे की मूल्य की निगरानी कैसे की जाती है आइए देखते हैं कि किसी प्रोजेक्ट की प्रगति की कल्पना कैसे की जाए इसलिए हमने पिछली कक्षा को देखा है कि किसी प्रोजेक्ट की प्रगति के बारे में डेटा कैसे एकत्र किया जाए इसलिए किसी प्रोजेक्ट की प्रगति के बारे में डेटा एकत्र करने के बाद मैनेजर को उस डेटा को सबसे बड़े प्रभाव को प्रस्तुत करने के कुछ तरीके की आवश्यकता होती है इसलिए प्रोजेक्ट्स की एक तस्वीर और इसके भविष्य को प्रस्तुत करने के लिए कुछ तरीके हैं तो कुछ विधियाँ है जो एक स्टैटिक पिक्चर प्रदान करती है जैसे कि उदाहरण के लिए सिंगल स्नैपशॉट गैंट चार्ट कुछ अन्य विधियाँ हैं जो यह दिखाने की कोशिश करती हैं कि प्रोजेक्ट कैसे बढ़ा और समय के साथ कैसे बदला है यह वे सिस्टम के डायनामिकपहलुओं का प्रतिनिधित्व टाइमलाइन चार्ट के उदाहरण से करते हैं हम पहले गैंट चार्ट देखेंगे फिर हम स्लिप लाइन चार्ट देखेंगे और फिर हम टाइमलाइन चार्ट देखेंगे गैन्ट चार्ट का नाम इसके डेवलपर हेनरी गैंट के नाम पर रखा गया है यह गैन्ट चार्ट बार चार्ट का एक रूप है जिसे हम पहले भी आपके मैट्रिक में देख चुके हैं या साथ ही हमने देखा होगा कि बार चार्ट क्या है तो गैंट चार्ट बार चार्ट का एक विशेष रूप है यहाँ वर्टिकल एक्सेस होने वाले कार्यों की सूची को दिखाता है बारस को y axis के साथ खींचा जाता है और प्रत्येक कार्य के लिए एक बार गैन्ट चार्ट का उपयोग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में किया जाता है वे वास्तव में स्टैंडर्ड् गैन्ट चार्ट के एक एनहांसड वर्जन हैं और गैन्ट चार्ट जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि प्रत्येक बार में दो भाग होते हैं एक अंशएडेड भाग और एक शेडेड भाग जो हम उदाहरण में देखेंगे अब आइए देखें कि अंशएडेडक्या दर्शाता है और शेडेड भाग क्या दर्शाता है बार का शेडेड भाग उस समय की लंबाई दिखाता है जब प्रत्येक कार्य को लेने का अनुमान लगाया जाता है इसलिए प्रत्येक कार्य का अनुमान लगाया जाता है कि कितना समय लगेगा उस समय को शेडेड भाग और अंशएडेड भाग दर्शाया जाता है जो सलेक टाइम या लेक्स टाइम है पिछली क्लास में मैं पहले ही बता चुका हूं कि फ्लेक्स टाइम फ्लोट टाइम या एक फ्री टाइम क्या है लैक्स टाइम इस सुस्त समय को दर्शाता है लेटेस्ट समय में मिलने वाले लचीलेपन से होता है जिसके द्वारा किसी कार्य को पूरा किया जाना चाहिए इसलिए यहां कुछ खाली समय उपलब्ध है आप कार्य को थोड़ा विलंबित कर सकते हैं ताकि यह इसके लक्ष्य समय से पहले पूरा हो सके गैन्ट चार्ट एक विशेष प्रकार का बार चार्ट है जिसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं जहाँ प्रत्येक बार एक गतिविधि का प्रतिनिधित्व करता है और बार आम तौर पर वे एक टाइमलाइन के साथ खींचे जाते हैं प्रत्येक बार की लंबाई उस समय की अवधि के लिए प्रोपोर्शनल है जो योजनाबद्ध है या संबंधित गतिविधि के लिए अपेक्षित है गैंट चार्ट एक प्रोजेक्ट शेड्यूल का प्रतिनिधित्व सहायक है आइए देखें कि गैन्ट चार्ट कैसे सहायक है प्रोजेक्ट शेड्यूल का गैंट चार्ट प्रतिनिधित्व संसाधनों के उपयोग की योजना बनाने में सहायक है हम कैसे संसाधनों के उपयोग की योजना बना सकते हैं इसके लिए आप गैन्ट चार्ट का उपयोग कर सकते हैं इसलिए लेकिन जिन लोगों को लगता है कि आपने पहले CPM PERT देखा है इसलिए जबकि PERT चार्ट गतिविधि की समय पर प्रगति की निगरानी के लिए उपयोगी है यदि आप गैंट चार्ट और पीईआरटी चार्ट के बीच तुलना करेंगे तो आप देख सकते हैं कि गैन्ट चार्ट संसाधन के उपयोग की योजना बनाने में सहायक है जबकि पीईआरटी चार्ट विभिन्न गतिविधियों की समय पर प्रगति की निगरानी में बहुत उपयोगी है गैंट चार्ट संसाधन नियोजन के लिए भी उपयोगी हैं कि संसाधनों को उनकी गतिविधियों के आधार पर कैसे आवंटित किया जाए इसलिए ये गैंट चार्ट संसाधन योजना के लिए बहुत उपयोगी हैं जो कि संसाधनों के आवंटन या गतिविधियों के दौरान कैसे हैं विभिन्न प्रकार के रिपोर्ट संसाधन जिन्हें आप जानते हैं कि विभिन्न गतिविधियों के लिए एलोकेट या आवंटित किए जाने की आवश्यकता है आप पहले से ही पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके हैं वे संसाधन हो सकते हैं कर्मचारी हो सकते हैं हार्डवेयर हो सकते हैं सॉफ़्टवेयर हो सकते हैं अन्य उपकरण हो सकते हैं क्या जगह हो सकती है यहां तक कि समय हो सकता है ये विभिन्न संसाधन हैं विभिन्न प्रकार के संसाधन जिन्हें विभिन्न प्रकार के संसाधनों को आवंटित किया जा सकता है जिन्हें कर्मचारियों हार्डवेयर और सॉफ़्टवेयर जैसी गतिविधियों के लिए आवंटित करने की आवश्यकता होती है इन आवंटन को आसानी से गैंट चार्ट का उपयोग करके दर्शाया जा सकता है Refer Slide Time 0530 तो आमतौर पर गैंट चार्ट आप आसानी से निर्माण कर सकते हैं यदि एक्टिविटी नेटवर्क से या प्रीसीडेंस नेटवर्क से तो पहला कदम यह है कि आप एक्टिविटी नेटवर्क या प्रीसीडेंस नेटवर्क का निर्माण करते हैं फिर उस एक्टिविटी नेटवर्क या प्रीसीडेंस नेटवर्क पर आप आसानी से विचार कर सकते हैं कि आप आसानी से गैंट चार्ट का निर्माण कर सकते हैं इसलिए यह एक नमूना है कि MIS समस्या के लिए कौन सा एक्टिविटी नेटवर्क है जहाँ विभिन्न गतिविधियाँ और उनके अपेक्षित समय वे इन गतिविधियों के लिए क्या करेंगे उन्हें कितना समय लगेगा जो अपेक्षित है जैसे कि लिखा है जैसे रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में 15 दिन लगेंगे डिजाइनिंग डेटाबेस में 45 दिन लगेंगे जीयूआई को डिजाइन करने में 30 दिन लगेंगे और फिर मैनुअल लिखने में 30 दिन का समय लगेगा और फिर कोड डेटाबेस को 105 दिन कोडिंग में लगेगा जीयूआई भाग में 45 दिन का समय लगेगा और परीक्षण में 120 दिन लगेंगे और फिर पूर्ण हो जाएगा तो आप कह सकते हैं कि इस एक्टिविटी नेटवर्क में निर्भरताएँ भी दिखाई जाती हैं जैसे डेटाबेस की कोडिंग डिज़ाइन होने से पहले होनी चाहिए इससे पहले GUI के GUI डिज़ाइन को पूरा करना होगा और इंटीग्रेशन और सिस्टम टेस्टिंग से पहले डेटाबेस और GUI की कोडिंग को पूरा किया जाना चाहिए तो इस तरह से अगर किसी दिए गए एक्टिविटी नेटवर्क ठीक है अगर इस तरह से अगर एक एक्टिविटी नेटवर्क दिया जाता है तो आप आसानी से आपके द्वारा देखे जा रहे गैंट चार्ट का निर्माण कर सकते हैं तो अब आप देखते हैं कि आप पहले देखेंगे हम पहले ही देख चुके हैं कि पहला क्या है पहले एक स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है जिसमें 15 दिन लगेंगे इसलिए तदनुसार हमने देखा है कि हमने स्पेसिफिकेशन के साथ शुरुआत की है और मान लें कि प्रारंभिक तिथि 15 जनवरी है तो यह लगेगा कि हमने कितने दिन पहले ही देख लिया है कि इसमें 15 दिन लगेंगे इसलिए 15 जनवरी तक यह जारी रहेगा क्योंकि हम जानते हैं कि विनिर्देश पूरा होने के बाद ही हम 3 गतिविधियों को शुरू कर सकते हैं जो वे हैं डिज़ाइन डेटाबेस GUI डिज़ाइन करें और यूजर मैनुअल लिखें तो आप 15 जनवरी के बाद अब देखते हैं इसलिए 15 जनवरी से इसका मतलब है जनवरी स्पेसिफिकेशन के 15 दिनों बाद जनवरी स्पेसिफिकेशन 15 जनवरी से शुरू होता है 1 जनवरी में 15 दिन लगते हैं फिर 3 गतिविधियों को शुरू किया जा सकता है जो समान रूप से डेटाबेस डिजाइन कर रहा है GUI लिखता है और यूजर मैनुअल लिखता है उन सभी 3 गतिविधियों को 15 जनवरी से समानांतर रूप से शुरू किया गया है और यह समयआपको दिखाना होगा इसलिए डिजाइन डेटाबेस में 45 दिन लगेंगे डिजाइन जीयूआई में 30 दिन लगेंगे और मैन यूजर मैनुअल लिखने में 60 दिन लगेंगे डिज़ाइन भाग को कितना दिन लगना चाहिए इसके 45 दिन इतने इसका मतलब है कि 15 जनवरी जो 15 फरवरी हो सकती है और फिर आप इसे 1 अप्रैल या उसके बाद के लिए कह सकते हैं फिर GUI भाग टूल को डिज़ाइन करें कि इसमें कितने दिन लगने चाहिए और इसमें 30 दिन लगने चाहिए इसलिए यहां मुझे लगता है कि 15 जनवरी को जो देखना है वह 15 मार्च तक हो सकता है इसलिए मुझे लगता है कि यह कौन से दिन थोड़े गलत हैं आप अपने अनुसार सही कर सकते हैं तो यह 15 जनवरी से लेना चाहिए इसे कितने 45 दिनों तक लेना चाहिए तो गिनती 15 जनवरी से 45 दिनों के अनुसार है कृपया नीचे लिखें यह एक छोटी सी गलती हो सकती है तो इसी तरह GUI भाग को डिजाइन करने में 30 दिन लगते हैं इसका मतलब है कि 15 जनवरी से लेकर यह 15 फरवरी तक चलेगा इसलिए तदनुसार कृपया यहां तारीख बदलें और फिर आप जो देखेंगे वह लगेगा कि यूजर मैन्युअल लिखने में कितने दिन लगेंगे 60 दिन 15 जनवरी या 15 मार्च तक हो सकते हैं ठीक 60 दिन क्या देखें और तदनुसार आप आगे बढ़ सकते हैं तो फिर इसके बाद आप इस डिजाइनिंग डेटाबेस के बाद आप उस डेटाबेस को कोडिंग कर सकते हैं जिसमें 115 105 दिन लगेंगे तो कोडिंग यहां से शुरू होगी क्योंकि इस 105 दिनों के बाद ही कोडिंग शुरू हो सकती है और फिर GUI कोड को कोड करना है GUI भाग कोड शुरू कर सकता है यह इन GUI भाग के खत्म होने के बाद क्या शुरू हो सकता है इसलिए यहाँ से GUI भाग डिज़ाइन किया गया है तो फिर आप GUI भाग में कोडिंग शुरू कर सकते हैं और अंत में आप इस कोड डेटाबेस और कोड GUI भाग खत्म होने के बाद इंटीग्रेशन और टेस्टिंग कर सकते हैं तो कोड डेटाबेस खत्म हो गया है केवल यह 105 दिन अधिकतम दिन लगते हैं इसलिए भले ही आपका कोड GUI भाग में 45 दिन से कम समय लगे लेकिन इसे इंतजार करना पड़ता है क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ टेस्टिंग है लेकिन इस कोड के बाद ही शुरू हो सकता है डेटाबेस भाग तो आप देख सकते हैं कि यह स्लैक टाइम या फ्लेक्स टाइम है क्योंकि यह समय मुफ्त है इसलिए यदि पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है तो आप इस मुक्त समय भाग का उपभोग करने के लिए कोड GUI भाग में थोड़ा विलंब कर सकते हैं और आप लिखते हैं कि यूजर मैनुअल को 60 दिन लगते हैं लेकिन यहां यह देखें कि यह बहुत समय है क्या खाली समय है और यदि पर्याप्त यूजर कर्मचारी हैं तो क्या संसाधन नहीं हैं तो आप भी देरी नहीं कर सकते हैं कि यह यूजर मैनुअल क्या लिखता है ताकि यह क्या यह अंतिम तिथि को प्रभावित नहीं करेगा यह प्रोजेक्ट को उचित लक्ष्य तिथि में समाप्त कर सकेगा इस प्रकार इस एक्टिविटी नेटवर्क से हम इस MIS समस्या के लिए गैंट चार्ट का निर्माण करने में सक्षम हैं अब जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्रोजेक्ट प्रोग्राम की प्रगति पर नज़र रखने के लिए गैंट चार्ट सबसे सरल और पुरानी तकनीकों में से एक है यह अनिवार्य रूप से एक एक्टिविटी बार चार्ट है जो जो शेड्यूल एक्टिविटी की तिथियों और अवधि को दिखाता है एक्टिविटी फ़्लोट्स के साथ बार बार मैंने आपको पहले ही दिखाया है कि आप कैसे फ़्लोट का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं ये अन शेडेड हिस्से फ़्लोट या टाइम या स्लैक टाइम है हम पहले ही बता चुके हैं कि आप फ्लोट है जो फ्लोट है या एक्टिविटी फ्लोट वह समय है जिसके द्वारा किसी गतिविधि को बिना किसी बाद की गतिविधि को प्रभावित किए विलंबित किया जा सकता है इसलिए एक्टिविटी प्रोग्रेस चार्ट पर सामान्य रूप से एक्टिविटी बार को छायांकित करके दर्ज की जाती है ठीक प्रगति को इस बार या शेडेड बार द्वारा दर्शाया जाता है और अन शेडेड भाग यह स्लैक टाइम या फ्री टाइम होता है इसलिए रिपोर्ट की प्रोग्रेस चार्ट पर सामान्य रूप से एक्टिविटी बारस को शेडेड करके दर्ज की जाती है और आज कर्सर तत्काल विजुअल इंडिकेशन प्रदान करता है कि कौन सी गतिविधियां आगे हैं और कौन सी गतिविधियां शेड्यूल में पीछे हैं तो यह है कि आप गैंट चार्ट कैसे तैयार कर सकते हैं एक अन्य उदाहरण भी यहाँ दिखाया गया है इसलिए यहां ये अलग अलग गतिविधियां हैं हमने कोडिंग और टेस्टिंग किया है यह एक और योजना है यह मॉड्यूल ए कोडिंग और मॉड्यूल बी के लिए कोडिंग और टेस्टिंग का एक और उदाहरण है और कोड और टेस्ट मॉड्यूल सी कोड और परीक्षण मॉड्यूल बी वगैरह और इन एक्स एक्सेस के लिए हमने ऐसे सप्ताह ले लिए हैं जहां सप्ताह 12 सप्ताह 13 सप्ताह 14 वगैरह फिर आदि उन हफ्तों और इस शेडेड भागों के दिनों ने कहा कि कोड और टेस्ट मॉड्यूल ए में बहुत अधिक समय लगता है और यह अन शेडेड का शेडेड हिस्सा फ्री टाइम होता है यदि हम आज इस पॉइंट पर हैं इसका मतलब है 17 वें सप्ताह में हम कह सकते हैं कि मॉड्यूल ए है शेड्यूल के आगे आप यह भी देख सकते हैं कि आज यह 17 वां सप्ताह है और हमने कुछ अतिरिक्त भी किया है इसका मतलब है कोड और टेस्ट मॉड्यूल डी नियोजित शेड्यूल से भी आगे है लेकिन यदि आप अन्य दो एक्टिविटीज कोड और टेस्ट मॉड्यूल बी और सी को देखते हैं तो आप देखते हैं कि वही तारीख है यह आज की तारीख है इसलिए इसका मतलब है हम नियोजित शेड्यूल से पीछे हैं हम इस कोड और टेस्ट मॉडल बी और सी के लिए नियोजित शेड्यूल से पीछे हैं इसलिए तदनुसार आपको रिमेडियल्स लेना होगा कि आप किस तरह से समय को पूरा कर सकते हैं और अधिक मैन पावर श्रमशक्ति को काम पर रख सकते हैं तो आपको एक टारगेट लाइन को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए यह है कि आप एक नमूना गैंट चार्ट कैसे तैयार कर सकते हैं यह पहले ही मैंने ठीक बताया है अब दूसरे प्रकार को देखते हैं कि चार्ट को स्लिप चार्ट क्या कहते हैं स्लिप चार्ट एक है बहुत समान विकल्प जो कुछ प्रोजेक्ट मैनेजरस द्वारा गैंट चार्ट के जैसा विकल्प हैं और इसलिए यहां ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह एक बहुत ही समान विकल्प है जो कुछ प्रोजेक्ट मैनेजरस द्वारा पसंद किया जाता है जो मानते हैं कि यह उन एक्टिविटीज का अधिक सटीक विजुअल इंडिकेशन प्रदान करता है जो शेड्यूल में प्रगति नहीं कर रहे हैं तो यह स्लिप चार्ट आपको उन एक्टिविटीज के लिए अधिक आकर्षक विजुअल इंडिकेशन प्रदान कर सकता है जो शेड्यूल के अनुसार प्रगति नहीं कर रहे हैं वह यह है कि आप देख सकते हैं कि स्लिप लाइन जितना अधिक झुकती है आप कह सकते हैं कि योजना से अधिक से अधिक भिन्नता है आइए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं यह आपके गैंट चार्ट के समान है लेकिन आप यहां देखते हैं कि क्या यह आज आप कुछ कनेक्ट कर रहे हैं और ये गतिविधियाँ कुछ हद तक विभिन्न गतिविधियों की प्रगति हैं तो यह मोड़ अधिक है इसका मतलब है कि शेड्यूल से अधिक भिन्नता है यह सीधी रेखा थी तो हम योजना के अनुसार शेड्यूल के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं यदि स्लिप लाइन अधिक झुकी हुई है तो मोड़ अधिक हैं इसका मतलब है योजनाबद्ध कार्यक्रम जो नहीं होना चाहिए उससे अधिक वेरिएशन अधिक डेविएशन है तो आपको इस समस्या को दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए हम यहां यह कह रहे हैं कि यह चार्ट उन गतिविधियों का एक अधिक विजुअल इंडिकेशन प्रदान करेगा जो शेड्यूल में प्रगति नहीं कर रहे हैं और स्लिप लाइन इस तरह झुकती है जैसे कि यह स्लिप लाइन है अगर यह अधिक झुकता है तो यह दिखाता है कि योजना से अधिक से अधिक भिन्नता और इसलिए आपको रेमेडियल इलेक्शन करनी होगी इसलिए अंतराल पर अतिरिक्त स्लिप लाइनें भी जोड़ी जा सकती हैं और जैसे ही वे प्रोजेक्ट मैनेजर बनाते हैं उन्हें यह पता चल जाएगा कि क्या प्रोजेक्ट में सुधार हो रहा है इसका मतलब है बाद की स्लिप लाइनें कम या ज्यादा झुकती हैं तो यहाँ आप एक डाल दिया है तो बाद में दो सप्ताह के बाद रिमेडियल इलेक्शन करें फिर से आप क्या स्लिप लाइन C खींचते हैं कि यह अधिक सीधा हो रहा है या नहीं देखें कि क्या अधिक सीधा मतलब है कि हम लक्ष्य रेखाओं को पूरा कर रहे हैं जहां तक शेड्यूल से अधिक झुकने का मतलब है कि यह शेड्यूल से अधिक डेविएशन है इसलिए समय समय पर प्रत्येक 1 सप्ताह 2 सप्ताह के बाद क्या स्लिप लाइनें खींचते हैं और निरीक्षण करते हैं कि आप नियोजित शेड्यूल में जा रहे हैं या नहीं यदि आप नियोजित शेड्यूल की ओर नहीं बढ़ रहे हैं यदि आप विचलित हो रहे हैं तो एक उच्चतर मैन पावर वगैरह जैसे रेमेडियल एक्शन करें ताकि आप लक्ष्य तिथियों को पूरा कर सकें और आप शेड्यूल ठीक कर सकें तो एक बहुत ही जेगड स्लिप लाइन यह रीशेड्यूलिंग की आवश्यकता को दिखाती है यदि स्लिप लाइन बहुत अधिक जेगड है तो यह दिखाती है कि एक्टिविटीज को फिर से शेड्यूल करने की आवश्यकता है अगला टाइमलाइन चार्ट है तो चलिए इस गैन्ट चार्ट और स्लिप चैट की एक ड्रॉबैक देखते हैं इसलिए एक दोष यह है कि वे परियोजना के पूरा होने की तारीख को स्पष्ट रूप से प्रोजेक्ट के पूरा होने की तारीख तक नहीं दिखाते हैं तो इन दो डायग्राम्स पर हमने गैंट चार्ट और स्लिप चार्ट पर चर्चा की है वे प्रोजेक्ट के पूरा होने की तारीख को प्रोजेक्ट के जीवन के माध्यम से नहीं दिखाते हैं इसलिए प्रोजेक्ट के अब तक के ट्रेंड्स रुझानों का एनालिसिसविश्लेषण और समझना हमें प्रोजेक्ट की भविष्य की प्रगति की भविष्यवाणी करने की अनुमति देता है अगर हमारे पास परियोजना के ट्रेंड्सरुझानों और एनालिसिसविश्लेषण समझने के लिए कुछ मकैनिज्मतंत्र होना चाहिए इसलिए अब तक ऐसा होता है और यह हमें भविष्य में क्या होगा इसकी भविष्यवाणी करने की अनुमति देगा यह परियोजना की भविष्य की प्रगति की भविष्यवाणी करने में मदद करेगा उदाहरण के लिए मान लीजिए कि यदि कोई प्रोजेक्ट शेड्यूल में पीछे है तो इसलिए प्रोडक्टिविटी इतनी अधिक नहीं है जितनी अधिक प्लानिंग स्टेज पर मानी की गई थी तब तक यह संभावना है कि शेड्यूल डेट को और भी आगे धकेला जाएगा जब तक कि प्रोडक्टिविटी के सुधार के लिए कार्रवाई नहीं की जाती टाइमलाइन चार्ट एक विधि है जो रिकॉर्डिंग और प्रदर्शन के तरीके के लिए एक तकनीक है जिसमें लक्ष्य को प्रोजेक्ट की अवधि के दौरान बदल दिया गया है जो मैंने पहले ही बता दिया है कि गैंट चार्ट एक स्टैटिक फिगरहै जो प्रोजेक्ट के स्टैटिक एस्पेक्ट का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन टाइमलाइन चार्ट यह डायनामिक एस्पेक्ट का प्रतिनिधित्व करता है कि प्रगति समय के संबंध में कैसे आगे बढ़ रही है इसका यह डायनामिक एस्पेक्ट का प्रतिनिधित्व करता है टाइमलाइन चार्ट रिकॉर्डिंग का एक तरीका है और उस तरीके को प्रदर्शित करता है जिसमें बैक के डेवलपमेंट के दौरान लक्ष्य बदल गए हैं एक सरल उदाहरण लेंगे देखें कि यह एक नमूना टाइमलाइन चार्ट है जो हम यहाँ हैं इस y axis में ले जाया गया है हमने सप्ताह संख्याएँ ली हैं और यहाँ नीचे में यदि आप वास्तविक समय देखेंगे तो यह नीचे की ओर जाएगा और यह वास्तविक समय का प्रतिनिधित्व करेगा और x axis में भी हम सप्ताह की संख्या में क्या प्रोजेक्ट समय ले रहे हैं y axis में हम वास्तविक समय को सप्ताह की संख्या के संदर्भ में ले रहे हैं औरx axis में आप प्रोजेक्ट समय को सप्ताह की संख्या के संदर्भ में भी ले रहे हैं तो ये कहते हैं कि यहां 11 सप्ताह हैं और यहां भी 11 सप्ताह हैं और हम देखते हैं कि हम कैसे प्रगति कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट की प्रगति कैसे हो रही है इस ग्राफ से कल्पना की जा सकती है कि हम क्या कह रहे हैं पिछली स्लाइड में यह आंकड़ा जो कि टाइमलाइन चार्ट है यह 6 वें सप्ताह के अंत में आपके द्वारा देखे गए 6 वें सप्ताह के अंत में नमूना टाइमलाइन चार्ट दिखाएगा यह एक 4 5 है यह 6 वाँ सप्ताह है हम यह देखना चाहते हैं कि यह ६ वें सप्ताह के अंत में प्रगति है हम जानना चाहते हैं कि यहाँ क्या प्रगति दिखाई गई है और योजना समय जो हॉरिजेंटल एक्सेस पर स्थित है वर्टिकल एक्सिस के साथ बीता हुआ समय तो यहाँ x axis की योजना बनाई गई है एक y axis इस वास्तविक समय टाइमलाइन पर रेखाओं का अर्थ है कि चार्ट नीचे की ओर झुकी हुई है जो निर्धारित एक्टिविटी के पूर्ण होने की तारीख को दिखाता है तो यह रेखा ये रेखाएँ नीचे की ओर झुकी हुई हैं जो चार्ट को दर्शाती हैं निर्धारित एक्टिविटी के पूर्ण होने की तारीखें तो यह मैंनडरिंग है इसलिए वे पूर्ण तिथियों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो प्रोजेक्ट की शुरुआत में अगर आप देखेंगे कि मौजूदा सिस्टम का विश्लेषण 3 सप्ताह के मंगलवार तक पूरा होने वाला है तो यह वही है जो मौजूदा सिस्टम का एनालिसिसविश्लेषण करता है यह मंगलवार को 3 वें सप्ताह में पूरा होने की उम्मीद है और फिर प्रोजेक्ट की शुरुआत में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हर सिस्टम का एनालिसिस मंगलवार तक पूरा होने वाला है सप्ताह 3 और सप्ताह 5 के गुरुवार तक यूज़रउपयोगकर्ता की आवश्यकताएं प्राप्त करें शुरू में योजना बनाई गई थी कि सप्ताह 5 इस एक्टिविटी को सप्ताह के 5 वें दिन तक समाप्त कर दिया जाना चाहिए और फिर सप्ताह 9 अंक के मंगलवार तक इन टेंडर के मुद्दों वगैरह जारी करना है जहां यह टेंडर के मुद्दों है यह उस मुद्दे के बारे में है जिसे शुरू में इसे सप्ताह 9 में पूरा करने की योजना थी Refer Slide Time 2125 लेकिन पहले सप्ताह के अंत में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रगति काे रिव्यू करें टारगेट डेटसतिथियों को रिव्यू करें और उन्हें छोड़ दें क्योंकि वे हैं कि लाइनें हैं इसलिए वास्तविक समय एक्सेस पर सप्ताह 1 के अंत तक टारगेट तिथियों से वर्टिकल नीचे की ओर खींचा जाता है तो हमने क्या देखा है 1 सप्ताह के अंत में आप देखते हैंलायंस बस सीधे आगे हैं यह वही है जो यह देख रहा है कि यह 1 सप्ताह में वास्तविक 1 सप्ताह है बस सीधे आगे हम उम्मीद करते हैं कि हर एक्टिविटी उनकी डेड लाइन को पूरा करेगी फिर क्या हुआ सप्ताह 2 के अंत में तब जो प्रोजेक्ट मैनेजर वह प्राप्त कर सकता था यूजर की आवश्यकताओं को 6 सप्ताह के मंगलवार तक पूरा नहीं किया जाएगा इसलिए यह यूजर की आवश्यकताओं को प्राप्त कर सकता है जिसे आप देख सकते हैं कि इस पहले सप्ताह के बाद उसने देखा है कि यह यूजर की आवश्यकताओं को प्राप्त करने में देरी हो रही है इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है इसमें कुछ और दिन लगेंगे 6 सप्ताह क्या हो सकता है इसमें एक सप्ताह और लगेगा इसलिए इसीलिए यह कहा गया कि सप्ताह 2 के अंत में वह फैसला करता है कि उसे लगा कि एक उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को प्राप्त किया जा सकता है जो कि 6 सप्ताह के मंगलवार तक पूरा नहीं हो सकता है और इसलिए इसलिए वह इस बात को दर्शाने के लिए उस एक्टिविटी लाइन का विस्तार करता है इसलिए इसीलिए 1 सप्ताह तक जो किया है वह सीधा है तो उसने पाया कि यह नहीं हो सकता कि यह 6 मंगलवार तक समाप्त हो जाएगा इसीलिए इसने इसको झुका दिया है कि उसने 6 वें सप्ताह के मंगलवार तक क्या किया है और फिर अब सीधे आगे बढ़ने की बारी है और इसी तरह क्या अन्य एक्टिविटीज में भी देरी होने की उम्मीद है और इसी के अनुसार उन्हें इस 2 वें सप्ताह के बाद झुका दिया गया था इसलिए उसने इन सभी लाइनों को अन्य एक्टिविटीज के लिए ठीक किया है तो फिर 3 सप्ताह के मंगलवार तक एजुकेशन सिस्टममौजूदा प्रणाली का एनालिसिस पूरा हो गया है तो 3 के उपयोग से 3 यह एक समाप्त हो गया है इसलिए उन्होंने यह चिन्हित करने के लिए एक घेरा बना लिया है कि एक्टिविटी पूरी हो गई है और फिर इस सप्ताह के अंत में 3 सप्ताह के मंगलवार तक किस समय एक्जिस्टिंग सिस्टममौजूदा प्रणाली का एनालिसिस पूरा हो गया है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डायग्नलमंड लाइफ टाइमलाइन पर एक बूँद डालता है यह इंडिकेट करने के लिए है कि यह पहले से ही पूरा हो चुका है फिर सप्ताह के अंत में 3 एक्जिस्टिंग टारगेट्समौजूदा लक्ष्यों को पूरा करने का फैसला करता है जो उसने एक्जिस्टिंग टारगेट्समौजूदा लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश की है और 4 सप्ताह के अंत में वह टेंडर का ड्राफ्ट तैयार करने और इशु करने के लिए एक और तीन दिन जोड़ता है तो फिर उसने देखा है इसलिए 3 सप्ताह के अंत में उन्होंने देखा कि यह बात फिर से टारगेट डेट्सलक्षित तिथियों को समाप्त करने में सक्षम नहीं है उन्हें फिर से देरी हो जाएगी फिर से देखें इसके बाद फिर से यह काम कर रहा है इसलिए जब भी उसने यह व्यक्त किया कि आगे फिर देरी होगी तो वह लाइन को मोड़ देगा और हर हफ्ते के बाद आप प्रगति देखेंगे यदि इसमें देरी हो रही है तो आप तदनुसार लाइन को मोड़ देंगे फिर क्या ध्यान दें कि 6 सप्ताह के अंत तक दो एक्टिविटीज पूरी हो गई हैं और यह 3 अभी भी पूरी नहीं हुई हैं तो यह सप्ताह 3 है पहली गतिविधि पूरी हो गई है फिर सप्ताह 6 के अंत में उसने देखा है कि यह भी पूरा हो गया है लेकिन आप देखते हैं कि यह मूल रूप से 5 वें सप्ताह में समाप्त होने वाला था लेकिन जब से यह उम्मीद की जाती है कि इसे एक सप्ताह में समाप्त नहीं किया जा सकता है 5 लाइन को मोड़ दिया गया है और उम्मीद है कि यह मंगलवार तक 6 वें सप्ताह में खत्म हो जाएगा तो तदनुसार यह झुक गया है इसलिए 6 वें सप्ताह के अंत में प्रोजेक्ट मैनेजर फिर से प्रगति की समीक्षा करता है और उसने देखा है कि पहले दो गतिविधियां समाप्त हो रही हैं और अभी भी तीन समाप्त नहीं हुई हैं इसलिए हर हफ्ते के बाद फिर से वह प्रगति की समीक्षा करेगा और यदि फिर से यह उम्मीद की जाती है कि इन गतिविधियों में देरी होगी तो उसके अनुसार वह लाइनों को मोड़ देगा और जब यह फिर से पूरा हो जाएगा तो वह संकेत देने के लिए किस काले सर्कलघेरे को इंडिकेट करेगा गतिविधियां समाप्त हो गई हैं इसलिए 6 वें सप्ताह के अंत में प्रबंधक देखता है कि पहले दो गतिविधियाँ समाप्त हो चुकी हैं और अन्य गतिविधियाँ अभी भी पूरी नहीं हुई हैं उन्हें पूरा होने में कुछ और समय लगेगा इसलिए समय समय पर वह इन गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करेगा और फिर यदि वे योजना या शेड्यूल के अनुसार आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो वह आवश्यकतानुसार और जब चाहे लाइनों को मोड़ देगा तो यह है कि यह टाइमलाइन चार्ट कैसे डायनामिक एस्पेक्ट्स गतिशील पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है डायनामिक रूप से लाइनें वही हैं जो अन बेंडिंग रखती हैं क्योंकि यह उम्मीद की जाती है कि लाइनों को बैंड में अधिक समय लगेगा इसलिए यह डायनामिक एस्पेक्ट्स गतिशील पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है कि कैसे प्रोजेक्ट प्रगति कर रहा है इसलिए गैंट चार्ट स्टैटिक एस्पेक्ट् स्थिर पहलू का प्रतिनिधित्व करता है जबकि समयरेखा चार्ट यह प्रोजेक्ट की डायनामिकगतिशील प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए अब हमने देखा है कि 6 सप्ताह के अंत तक दो गतिविधियाँ पूरी हो चुकी हैं और तीन गतिविधियाँ अभी भी अधूरी हैं इस बिंदु तक उन्होंने तीन अवसरों पर टारगेट डेट्सलक्ष्य तिथियों को रिवाइजसंशोधित किया है और सात दिनों की देरी से प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है यह देखेगा कि एक पूरी प्रोजेक्ट लगभग 7 दिनों तक चल रहा है यह देर से होना चाहिए था 9 वें सप्ताह में समाप्त हो गया लेकिन यह 10 वें सप्ताह की ओर बढ़ रहा है तो लगभग 7 दिन पूरे प्रोजेक्ट में देरी हो रही है टाइमलाइन चार्ट ठीक है इसलिए हमने देखा है कि टाइमलाइन चार्ट किसी प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के दौरान और साथ ही पोस्ट इंप्लीमेंटेशन रिव्यू के दौरान दोनों के लिए बहुत उपयोगी है समयरेखा चार्ट का लिए बहुत उपयोगी है Analysis विश्लेषण और परिवर्तनों के कारण वे अनुमान प्रक्रिया में फैलियर्स या अन्य errorsत्रुटियों को इंडिकेट कर सकते हैं जो उस ज्ञान से ठीक हो सकते हैं इसलिए यदि आप टाइमलाइन चार्ट का टाइमलाइन चार्ट विश्लेषण और परिवर्तनों के कारणों का analysisविश्लेषण करेंगे तो आपने वे बदलाव क्यों किए हैं जो अनुमान प्रक्रिया में फैलियर्स को इंगित कर सकते हैं वे या अन्य Errorsत्रुटियां हो सकती हैं जो उस ज्ञान के साथ हो सकती हैं इन त्रुटियों या विफलताओं से उन्हें बचा जा सकता है या ये परिवर्तन टाइमलाइनसमयसीमा वगैरह में भी बदल जाते हैं जिससे उन्हें भविष्य में टाला जा सकता है इन Errorsत्रुटियों को भी समयरेखा चार्ट का विश्लेषण करके भविष्य में टाला जा सकता है हम कॉस्ट मॉनिटरिंग के बारे में जल्दी से कहेंगे मूल रूप से कमिटेड स्टॉपप्रतिबद्ध कर्मचारियों के कारण एक प्रोजेक्ट में देरी सकती है उन्हें सही समय पर तैनात नहीं किया गया है और इसलिए इस मामले में प्रोजेक्ट समय से पीछे होगा लेकिन बजट के तहत यह समय के पीछे होगा लेकिन फिर भी यह बजट के अधीन है एक प्रोजेक्ट समय पर हो सकता है लेकिन केवल इसलिए कि अतिरिक्त संसाधन ठीक जोड़े गए हैं एक प्रोजेक्ट को समय पर पूरा किया जा सकता है लेकिन केवल जब हम निश्चित रूप से एडिशनल रिसोर्सेजअतिरिक्त संसाधनों को काम पर रखेंगे तो यह अधिक बजट होगा आपको और अधिक पैसा खर्च करना होगा इसलिए एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंटघटक है यह न केवल अपने आप में बल्कि इसलिए भी है कि यह उस प्रयास का संकेत प्रदान करता है जो कम से कम किसी परियोजना में लगाया गया है एक परियोजना समय पर हो सकती है लेकिन केवल इसलिए कि मूल रूप से बजट वाली गतिविधि पर अधिक पैसा खर्च किया गया है इसलिए हमने मूल रूप से उम्मीद की है कि यह बहुत पैसा खर्च होगा लेकिन चूंकि आपके पास देर से आगे बढ़ रहा है इसलिए आपको अधिक मैनपावर जोड़ना पड़ सकता है और इसलिए आपको अधिक पैसे खर्च करने होंगे तो उस स्थिति में परियोजना समय पर हो सकता है लेकिन अतिरिक्त लागत क्या पैसा है एक क्योंमुंलेक्टिव एक्सपेंडिचर चार्ट आप बना सकते हैं जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर कॉस्ट या एक्चुअल कॉस्ट और स्वयं द्वारा नियोजित एक्सपेंडिचर की तुलना करने का एक सरल तरीका प्रदान करेगा यह विशेष रूप से सार्थक नहीं है लेकिन देर से या समय पर बनाया गया एक प्रोजेक्ट है लेकिन चार्ट दिखाता है पर्याप्त कॉस्ट सेविंग लागत बचत तो क्या पर्याप्त कॉस्ट सेविंग है कि चार्ट इस का एक नमूना उदाहरण दिखा सकता है क्योंमुंलेक्टिव एक्सपेंडिचर चार्ट क्या है तो यहाँ x axis में आप समय सप्ताह ले रहे हैं और y axis हमने क्योंमुंलेक्टिव कॉस्ट ले ली है आप देख सकते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट का अनुमान लगाया गया था खेद है कि प्लैंड कॉस्टका अनुमान लगाया गया था कि यह क्या है लेकिन एक्चुअल कॉस्ट इस तरह से बढ़ रही है तो यह इस एक्चुअल कॉस्ट और प्लैंड कॉस्ट के बीच तुलना को दर्शाता है कि आप इस कॉस्ट को देखकर और इस ग्राफ को देखकर सेविंग कॉस्ट को ट्रैक कर सकते हैं और तदनुसार आप कर सकते हैं हमें परियोजना गतिविधियों की वर्तमान स्थिति का ध्यान रखना होगा पहले हमें प्रोजेक्ट गतिविधि की वर्तमान स्थिति का ध्यान रखना चाहिए रिकॉर्ड किए गए एक्सपेंडिचर कॉस्ट के अर्थ की व्याख्या करने का प्रयास करने से पहले यदि हम अनुमानित भविष्य की कॉस्ट को ठीक कर लें तो वे एक्सपेंडिचर चार्ट बन जाते हैं इसलिए ये लागतें जो वहां विकसित की गई हैं वे बहुत अधिक उपयोगी हो सकती हैं यदि हम फ्यूचर कॉस्ट की लागत को जोड़ सकते हैं जो कि incompletअपूर्ण कार्य की ऐस्टीमेटेड कॉस्ट को उस लागत में जोड़ सकते हैं जो पहले से ही खर्च हो चुकी है जहां कंप्यूटर आधारित नियोजन toolsउपकरण का उपयोग किया जाता है शेड्यूल्ड कॉस्ट का revisionसंशोधन आम तौर पर होता हैयदि आप सॉफ्टवेयर टूल का उपयोग कर रहे हैं तो यह स्वचालित प्रदान किया जाता है एक बार जब एक्चुअल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड हो जाता है इसके बाद शेड्यूल कास्ट का revision संशोधन आमतौर पर स्वचालित रूप से प्रदान किया जाता है तो एक और डायग्राम है जो आप यह दिखाते हैं कि क्योंमुंलेक्टिव एक्सपेंडिचर चार्ट क्या है यहाँ हम हफ्तों में समय ले रहे हैं और यहाँ क्योंमुंलेक्टिव कॉस्ट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 रिवाइज अनुमान हैं और पूरा होने की तारीखों पर तो यह मूल अनुमान था और फिर प्रोजेक्ट की प्रगति के दौरान प्रगतिशील होने के बाद आप अधिक जनशक्ति या कुछ एडीशनल कॉस्टअतिरिक्त लागत जोड़ सकते हैं लिहाजा अब लागत में बदलाव किया जा रहा है तो यह यह रेखाचित्र है जो यह रेखा दिखाता है डॉटेड लाइन रिवाइज अनुमान दिखाती है आप इसकी तुलना कर सकते हैं कि ओरिजिनल कॉस्ट बनाम रिवाइज कॉस्ट क्या है इसी तरह यह ओरिजिनल कंपलीशन डेट मूल पूर्णता तिथि थी और जब से आप पिछड़ रहे हैं और यह रिवाइज कंपलीशन डेटतिथि है जैसे ही प्रगति होती है प्रोजेक्ट की प्रगति से रिवाइज कंपलीशन डेटतिथि का पता लगा सकते हैं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 इस मामले में यह आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट शेड्यूल में पीछे हैं और बजट में ज्यादा है कृपया देखें कि प्रोजेक्ट ओरिजिनल टाइम पर पूरा हो रहा है लेकिन यह रिवाइज कंप्लीशन है इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट शेड्यूल से पीछे है इसी तरह Orignal costमूल लागत यह थी और revised costसंशोधित लागत यह है इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि यह उम्मीद है कि अधिक पैसा खर्च करना होगा इसलिए हमने गैंट चार्ट स्लिप चार्ट और टाइमलाइन चार्ट का उपयोग करके एक प्रोजेक्ट की प्रगति को विजुलाइज करने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा की है हमने कॉस्ट मॉनिटरिंग के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को भी प्रस्तुत किया है टाइम और कॉस्ट के संबंध में प्रोजेक्ट की प्रगति को विजुलाइज करने के लिए संचयी लागत चार्ट का उपयोग कैसे किया जा सकता है ये references हैं